इस विशेष व्याख्यान में हम IIoT के सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं इसलिए यह विशेष व्याख्यान विभिन्न सुरक्षा मुद्दों औद्योगिक क्षेत्र में IoT के समावेश के कारण मौजूद कमजोरियां निर्माण संयंत्र और यही सब पर प्रकाश डालता है और ये कमजोरियां क्यों उत्पन्न होती हैं और मुख्य मुद्दे क्या हैं और बहुत उच्च स्तर पर कौन से तरीके हैं जो इस चर्चा को आगे ले जाएंगे इस प्रकार हम इस विशेष व्याख्यान और अगले में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए जब हम IIoT के बारे में सोचते हैं इसलिए IIoT औद्योगिक IoT है जैसा कि हमने पिछले कई व्याख्यानों में विस्तार से देखा है इसलिए औद्योगिक IoT जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह मूल रूप से औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IoT का एकीकरण है इसलिए हर औद्योगिक क्षेत्र की अपनी अलग आवश्यकताएं हैं इसलिए इन विभिन्न उद्योग कार्यक्षेत्रों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना IIoT की चिंता का विषय है तो आइए इन कुछ अलग मुद्दों पर गौर करें इसलिए जब हम IoT के बारे में बात करते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि IoT मूल रूप से चीजों का एक संसाधन प्रतिबंधित पर्यावरण इंटरनेट है तो यह वही है जो हम पिछले कई व्याख्यान में बार बार बता रहे हैं उस IoT के बारे में IIoT के बारे में भूल जाओ लेकिन आम तौर पर IoT उपकरणों के साथ एक अत्यधिक संसाधन प्रतिबंधित पर्यावरण है जो कम बैंडविड्थ में काम करता है और संसाधन की कमी वाले वातावरण में जैसे कि बहुत कम ऊर्जा वाले उपकरण बहुत कम कम्प्यूटेशनल शक्ति वाले उपकरण यहां तक कि स्टोरेज बफर जैसे सभी कुछ आदि सब कुछ अत्यधिक प्रतिबंधित है तो हमारे पास इस तरह का एक प्रतिबंधित वातावरण है अब आप जानते हैं कि जब हम सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम में से अधिकांश पहले से ही जानते हैं कि सुरक्षा मूल रूप से बहुत सारे सुरक्षा समाधान हैं जो सही उपलब्ध हैं इसलिए विशेष रूप से IoT के लिए सुरक्षा ऐसी चीज है जिस पर अच्छी तरह से शोध किया गया है सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए कई अलग अलग सुरक्षा समाधान हैं सिस्टम सुरक्षा सूचना सुरक्षा बहुत सारे कार्य उपलब्ध हैं बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम प्रस्तावित किए गए हैं इन सभी एल्गोरिदम जैसे कि आप आरएसए डिफी हेलमैन और कई अन्य को जानते हैं यहां तक कि डिजिटल certificate डिजिटल signature ये सभी सुरक्षा पर अलग अलग काम करते हैं ये मुख्य रूप से संसाधनपूर्ण वातावरण के लिए सही प्रस्तावित किए गए हैं इसलिए जहां कोई संसाधन की कमी नहीं है अब जब हम सामान्य रूप से वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क अगर हम पारंपरिक वायरलेस नेटवर्क जैसे सेलुलर नेटवर्क और वाई फाई आदि के बारे में बात कर रहे हैं वायर्ड समकक्षों की तुलना में इनमें कुछ अतिरिक्त कमजोरियां हैं लेकिन फिर भी ये अत्यधिक संसाधन प्रतिबंधित नेटवर्क नहीं हैं इसलिए उपकरण अत्यधिक संसाधन प्रतिबंधित नहीं हैं लेकिन जब आप IoT उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये उपकरण अत्यधिक संसाधन प्रतिबंधित वातावरण में काम कर रहे हैं इसलिए ये सभी प्रकार की बाधाएँ जो मैंने अभी आपको बताई हैं इसलिए ये बाधाएँ इन IoT संसाधन प्रतिबंधित उपकरणों के लिए लागू हैं तो एक बात यह है कि IoT डिवाइस मुख्य रूप से हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वायरलेस डिवाइस सही हों इसलिए वे वायरलेस वातावरण में काम करते हैं दूसरे वे संसाधन के लिए विवश हैं और जब हम IIoT के बारे में बात करते हैं तो मूल रूप से हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह इन IoT सिस्टम के निर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है अब औद्योगिक क्षेत्र की अपनी अलग विशेषताएं हैं जो मूल रूप से उन कमजोरियों की सूची में शामिल होती हैं जो पहले से ही IoT के साथ मौजूद थीं इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में IoT के इस कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त कमजोरियां कुछ अतिरिक्त कमजोरियां हैं जो मौजूदा होने जा रही हैं तो आप इन सभी प्रकार की कमजोरियों से कैसे निपटने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार केअटैक क्या हैं और क्या अलग समाधान होने जा रहे हैं IIoT में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ क्या हैं इसलिए वापस जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक संसाधन प्रतिबंधित वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं डिवाइस अत्यधिक संसाधन प्रतिबंधित ऊर्जा अवरोध प्रोसेसिंग पावर प्रति बंधन बफर प्रति बंधन संसाधन प्रतिबंधित के साथ सभी प्रकार के कम्प्यूटेशनल संसाधनों के संबंध में हैं जो हम सोच सकते हैं इसके अलावा ये IoT डिवाइस कम बैंडविड्थ चैनलों में काम करते हैं आमतौर पर कम बैंडविड्थ वायरलेस चैनल और इन सभी विभिन्न प्रकार के संचार वायरलेस संचार IoT के लिए तार संचार लागू होते हैं ये वही हैं जो हमने पहले ही देखे हैं और हमने हमेशा देखा है कि ये अलग अलग जो कि अपनी अलग विशेषताओं के साथ हैं वे कहते हैं कि यदि आप थोड़ा गहरा सोचते हैं तो वे अपनी अलग कमजोरियों को दूर करेंगे जिन्हें संबोधित करना होगा अन्यथा अटैक सुरक्षा अटैक हो सकते हैं जो संभव होगा इसलिए यह नंबर एक है दूसरी बात यह है कि हम IoT की दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं एक समान प्रकार का वातावरण नहीं विषम उपकरण विभिन्न मानकों का पालन करने वाले उपकरण विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रोपराइटरी तकनीक के माध्यम से विकसित किए गए उपकरण बफर क्षमता के संबंध में विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन वाले उपकरण प्रसंस्करण क्षमता के संबंध में और इसी तरह तो ये अत्यधिक विषम डिवाइस हैं अलग अलग प्रोपराइटरी मानकों का पालन करते हुए विभिन्न विषम नेटवर्क प्रोटोकॉल और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास अत्यधिक जटिल विषम वातावरण है जो विभिन्न कमजोरियों को भी जोड़ता है जो पहले से ही IIoT के साथ मौजूद हो सकते हैं तीसरा यह है कि इन सभी कमजोरियों वायरलेस प्रकृति और इतने पर और आगे की वजह से ये सिस्टम बड़े अटैक सरफेस के संपर्क में हैं तो बड़े अटैक की सतह का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के हमले हैं जो संभवत कमजोरियों की विविध प्रकृति के कारण संभव हैं जो इन IoT सिस्टम में मौजूद हैं जो औद्योगिक प्रणालियों और इतने पर एकीकृत हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के खतरे हैं इसके अतिरिक्त IIoT प्रणालियों में खतरे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रिस्क के कारण रिस्क के कारण मशीनरी के कारण और ऐसे जी किन्ही कारणों से डिवाइस की खराबी नेटवर्क की खराबी और मानवीय त्रुटियां निर्माण क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में मानव बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मानवीय त्रुटियां औद्योगिक दुर्घटनाओं के जोखिम संवेदनशील डेटा का खुलासा बाधित संचालन इत्यादि इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक विशिष्ट IIoT वातावरण में हम केवल IoT के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ डिवाइस नेटवर्क वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम केवल कनेक्टिविटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम औद्योगिक मशीनरी और उनके संचालन और अतिरिक्त जोखिम या कमजोरियों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो इन औद्योगिक संयंत्रों में कम बिजली संसाधन बाधा उपकरणों के एकीकरण के कारण सामने आते हैं मूल सुरक्षा लक्ष्य 1 उपलब्धता हैं तो उपलब्धता का मतलब है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को डेटा मिलना चाहिए और जब भी आवश्यक हो उन्हें डेटा मिल जाना चाहिए चाहे कोई भी खतरा हो या किसी भी तरह की विफलता हो इंटीग्रिटी IIoT सुरक्षा का दूसरा लक्ष्य है इंटीग्रिटी मूल रूप से उस बिंदु के बारे में बात करती है डेटा भेजा गया था बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कि डेटा रिसीवर द्वारा प्राप्त किया गया था डेटा की सामग्री डेटा की प्रकृति डेटा का रूप नहीं बदला है तो मूल रूप से भेजे गए डेटा को रिसीवर में उसी तरह प्राप्त किया जाता है इसलिए यह अखंडता है तीसरा गोपनीयता है गोपनीयता मूल रूप से यह सुनिश्चित करती है कि केवल इच्छित उपयोगकर्ताओं को डेटा तक पहुंच प्राप्त होगी इसलिए केवल इच्छित उपयोगकर्ता ही डेटा का मूल्य निकाल पाएंगे और अन्य सभी के लिए डेटा या तो उपलब्ध नहीं कराया जाएगा या यदि यह किसी भी तरह से उपलब्ध कराया जाता है तो डेटा किसी अन्य के काम का नहीं होगा अब IIoT सिस्टम भरोसेमंद होना चाहिए भरोसेमंदता जब हम विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करते हैं तो सुरक्षा के संबंध में भरोसेमंदता वह है जो मैं पिछले कुछ मिनटों से कह रहा हूं गोपनीयता के संबंध में विश्वसनीयता इसका मतलब है केवल वही डेटा उपलब्ध कराया जाएगा जो इसके वास्तविक प्राप्तकर्ता हैं डेटा की गोपनीयता को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए डेटा तक पहुंच प्रतिबंधित होनी चाहिए और इसी तरह केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही इस तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए दूसरों को सक्षम नहीं होना चाहिए डेटा की गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है तो मूल रूप से विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है कि सिस्टम में निर्दिष्ट शर्तों को सही ढंग से समय की निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्पादित करने की क्षमता है लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण है जो मूल रूप से सुनिश्चित करता है कि सिस्टम गतिशील प्रतिकूल परिस्थितियों पर सही ढंग से कार्य करने में सक्षम है यदि प्रतिकूल परिस्थितियों की प्रकृति बदल जाती है तो सिस्टम भी सही ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा और सुरक्षा सुरक्षा विशेष रूप से औद्योगिक IoT की एक महत्वपूर्ण विशेषता है सुरक्षा मूल रूप से यह सुनिश्चित करती है कि जिन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है वे उपकरण जो उपयोग किए जा रहे हैं वे कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं या उपयोगकर्ताओं को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं या चोट नहीं दे रहे हैं इसलिए किसी भी जोखिम और चोट के बिना मशीनरी और लोगों के उपकरण का सुरक्षित संचालन जो कि भरोसेमंदता का सुरक्षा घटक है पारंपरिक IoT पर कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं इसलिए जब हम IIoT के बारे में बात करते हैं जैसा कि हमने पिछले एक व्याख्यान में चर्चा की थी हम आम तौर पर परिचालन प्रौद्योगिकी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण के बारे में बात करते हुए बहुत उच्च स्तर पर हैं इसलिए यह परिचालन प्रौद्योगिकी घटक औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है तो पारंपरिक IoT से पारंपरिक सूचना प्रौद्योगिकी के साथ इस परिचालन प्रौद्योगिकी इन दोनों का एकीकरण IIoT की विशिष्ट विशेषता है आईटी के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने वाले और पारंपरिक निर्माण संयंत्रों में ओटी के स्वतंत्र रूप से काम करने वाली पारंपरिक सुरक्षा तकनीक अब लागू नहीं होती है इसलिए हम आईटी के स्वतंत्र संचालन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम ओटी के स्वतंत्र संचालन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यह एक ऐसा वातावरण है जहाँ आईटी और ओटी साथ साथ हैं और यही वह जगह है जहाँ हमें आईटी और ओटी दोनों की सुविधाओं और आवश्यकताओं पर विचार करना होता है और हमें कॉनवर्स आवश्यकताओं का सेट के लिए सुरक्षा तंत्र के साथ आना होगा इसलिए केवल आईटी और ओटी से सुविधाओं को एकीकृत करना भी संभव नहीं है और वांछनीय नहीं है तो सूचना सुरक्षा और उपकरण सुरक्षा को एक साथ विचार करने के लिए एक साथ विचार करना होगा कि आईटी या ओटी एक पूरे के रूप में IIoT में सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं के अभिसरण सेट करता है इसके अलावा हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी ध्यान देना होगा रेगुलेटरी मानक जो मौजूद हैं क्योंकि सुरक्षा के लिए रेगुलेटरी मुद्दों पर भी विचार किया जाना बहुत जरूरी है रेगुलेटरी मानक बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यदि आप उचित रेगुलेटरी मानकों पर विचार नहीं करते हैं तो कुछ कमजोरियां हो सकती हैं जो आ सकती हैं रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के साथ इन प्रणालियों के गैर अनुपालन के कारण कुछ अटैक चुपके से हो सकते हैं तो ये हमारे IIoT में सुरक्षा के कुछ विशिष्ट पहलू हैं इसलिए मैं आईटी और ओटी सुरक्षा आवश्यकता के बारे में बहुत बात कर रहा हूं हमने देखा है कि दोनों प्रकार की आवश्यकताओं पर विचार करना होगा आईटी घटकों के साथ एकीकृत ओटी के लिए सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है इसलिए जब भी लोग IIoT के बारे में बात करते हैं वे बस IoT सुरक्षा के बारे में सोचते हैं न कि IT और OT सुरक्षा को समग्र रूप से तो यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिस पर विचार करना होगा जब हम IIoT सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वर्तमान सुरक्षा आर्किटेक्चर जो विशेष रूप से IoT आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध हैं ज्यादातर आईटी केंद्रित हैं जब हम इस IT OT अभिसरण के बारे में बात कर रहे हैं तो आईपी टीसीपी एचटीटीपी जैसे जाने माने संचार प्रोटोकॉल वाले क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिए सुरक्षा धारणाएं मान्य नहीं हैं इसलिए पारंपरिक वायरलेस नेटवर्क के लिए जाने माने हमलों और हमले के मॉडल पारंपरिक वायरलेस नेटवर्क के लिए भी हैं इस तरह के आईटी ओटी परिवर्तित वातावरण के लिए विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं इसलिए आपको विभिन्न अन्य अटैक संभावनाओं का भी पता लगाने की आवश्यकता है जो ओटी के साथ आईटी के इस विशेष एकीकरण के कारण मौजूद हो सकते हैं ओटी सिस्टम केवल लीगेसी भौतिक सुरक्षा सुरक्षा को प्रधान करता है और आईटी केवल पारंपरिक आईटी केंद्रित उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा इसलिए अधिकांश उद्योगों में पुराने ओटी नेटवर्क के लिए पुरानी सुरक्षा प्रेडिक्शन है इसलिए हमें आईटी और ओटी दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एकीकृत समाधान के साथ आने की जरूरत है कि आइए हम पहले पूरी तरह समझने की कोशिश करें कि मैंने अभी क्या उल्लेख किया है तो आइए इस मुद्दे को IIoT में देखें तो चलिए इस विशेष मुद्दे को थोड़ा और विस्तार से शुरू करने का प्रयास करते हैं इसलिए मैं आईटी मुद्दों के बारे में बहुत बात कर रहा हूं इसलिए हम IT और OT अभिसरण के बारे में बात कर रहे हैं तो मान लीजिए यह ओटी है इसलिए जब भी आप IoT के बारे में बात कर रहे हैं तो आईटी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं लेकिन औद्योगिक IoT में आपको OT मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा इसलिए आईटी भरोसेमंदता गोपनीयता के मुद्दों सुरक्षा के मुद्दों विश्वसनीयता के मुद्दों और कुछ हद तक लचीलापन पर ध्यान देगी दूसरी ओर यदि आप ओटी भरोसेमंदता के बारे में बात कर रहे हैं तो चिंता का मुख्य मुद्दा सुरक्षा उपकरण सुरक्षा मशीन सुरक्षा और इतने पर हैं लचीलापन यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण है और विश्वसनीयता कुछ हद तक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है इसलिए ये चिंता के मुद्दे हैं अगर हम अलग थलग आईटी सिस्टम और उनकी भरोसेमंदता के बारे में बात कर रहे हैं और ये चिंता के मुद्दे हैं अगर हम अलग अलग ओटी सिस्टम और उनके भरोसे के बारे में बात कर रहे हैं तो IIoT परिदृश्य में क्या आवश्यक है हमें इन दोनों को मिलाना होगा इसलिए ओटी के साथ आईटी को संयुक्त होना है इसलिए इसके लिए मूल रूप से हमें आवश्यकताओं के एक एकीकृत सेट के साथ आने की आवश्यकता है जो गोपनीयता पर विचार करेगा जो सुरक्षा पर विचार करेगा जो विश्वसनीयता व लचीलापन पर विचार करेगा और सब कुछ एक साथ करेगा इसलिए हमें इन सभी आवश्यकताओं के लिए एक ट्रस्ट मॉडल के साथ आना होगा इसलिए विभिन्न प्रकार के अटैक से सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मानवीय या बाहरी मशीनरी की त्रुटियां पर्यावरण से अलग सिस्टम फॉल्ट और व्यवधान तो ये अलग अलग विचार हैं तो अब हमने यह भी देखा है कि आजकल क्लाउड एकीकृत IIoT समाधान बहुत लोकप्रियहै इसलिए जब आप क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं क्लाउड आमतौर पर एक थर्ड पार्टी सेवा है अब जब भी आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको भी विचार करने की आवश्यकता है आपको उन थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ मौजूद सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों को शामिल करने के लिए अपनी मौजूदा ट्रस्ट सीमाओं का विस्तार करना होगा और आपको IIoT के कंट्रोल सिस्टम को भी आने वाले क्लाउड सूचना प्रवाह से सुरक्षित करना होगा क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाउड कमजोरियों की वजह से कुछ चुपचाप होता है और औद्योगिक मशीनरी पर कुछ अटैक होता है जिसे ठीक से संचालित करना चाहिए था को प्रबंधित करना होगा इसलिए कई प्रबंधन के लिए ये अलग अलग विचार हैं जिन्हें बनाना होगा नंबर 1 जोखिमों से बचने के लिए आवश्यक है दूसरा यह है कि उन जोखिमों को कम करना आवश्यक है जो अभी भी विद्यमान हैं सबसे पहले आप बचें दूसरा जो कुछ भी आता है उसे कम करना होगा और कभी कभी जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिमों को आउटसोर्स करना आवश्यक है किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया जा सकता है और आमतौर पर कुछ लागत के साथ हो सकता है तो आपको इंश्योरेंस के रूप में तीसरे पार्टी को कुछ पैसा देना होगा या ऐसा कुछ होगा और इस तरह आप मूल रूप से किसी थर्ड पार्टी को रिस्क को आउटसोर्स करेंगे फिर चौथा यह है कि रिस्क को स्वीकार करना तो आप जानते हैं कि इन सभी चीजों को करने के बाद भी कुछ रिस्क होंगे जो होंगे और उन रिस्क को स्वीकार करना होगा और न केवल रिस्क को स्वीकार करना होगा बल्कि उन अवशिष्ट रिस्क को भी पूरा करना होगा जिन्हें आपको किसी तरह संयत करना होगा वह रिस्क आपको उन अवशिष्ट रिस्क को संतुलित करना होगा तो यह समग्र 5 स्टेप सुरक्षा रिस्क प्रबंधन है जो IIoT के लिए लागू है इसलिए विभिन्न प्रकार के अटैक संभव हैं विभिन्न प्रकार के अटैकर भी संभव होंगे IIoT मूल रूप से परिदृश्यों मेंथर्ड पार्टी के आउटसोर्स शामिल होंगे इसलिए उन आउटसोर्स फर्मों के लिए कमजोर बिंदु होंगे जिनके माध्यम से विभिन्न अटैक शुरू किए जा सकते हैं इसलिए आउटसोर्स फर्मों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अटैकर की तरह दिखाया जा सकता है जो उन में मौजूद कमजोरियों या उन कमजोरियों के कारण हो सकती हैं जो उन थर्ड पार्टी सेवाओं के एकीकरण के कारण उत्पन्न होती हैं दूसरा हार्डवेयर वेंडर है इसलिए विभिन्न हार्डवेयर हैं जो खरीदे जाते हैं और IIoT में उपयोग किए जा रहे हैं उन अलग थलग अलग अलग प्रणालियों में अलग अलग भेद्यताएं भी हो सकती हैं जो अटैक के लिए प्रवेश के लिए हो सकती हैं जैसे थर्ड पार्टी सेवा देने वाला क्लाउड वेंडर भी अटैकर और आंतरिक अनैतिक कर्मचारी हो सकते हैं इसलिए संगठन के भीतर मूल रूप से कर्मचारी जो अनैतिक प्रथाओं का पालन करते हैं या अपनाते हैं वे भी अटैकर हो सकते हैं तो ये मूल रूप से अटैकर हैं संगठन के भीतर और आखिरी एक संगठित अपराध समूह है जो जानबूझकर इन IIoT सिस्टम पर विभिन्न प्रकार के अटैक शुरू करना चाहता है है और थ्रेट मॉडल के ये विभिन्न पहलू हैं तो STRIDE थ्रेट मॉडल है तो एस स्पूफ़िंग आइडेंटिटी है तो मूल रूप से कोई वास्तविक उपयोगकर्ता की तरह काम करने की कोशिश कर रहा होगा और हम इसे खराब करने की कोशिश करेंगे तो एक वास्तविक उपयोगकर्ता की पहचान किसी तरह हैक हो जाएगी और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वैध उपयोगकर्ता के रूप में मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है जो स्पूफिंग पहचान है दूसरा छेड़छाड़ कर रहा है छेड़छाड़ का अर्थ है सिस्टम से छेड़छाड़ डेटा के साथ छेड़छाड़ करना डेटा की अखंडता को चोट पहुंचाना सिस्टम की अखंडता को चोट पहुंचाना प्रत्याहार का मतलब है कि मूल रूप से आप डेटा भेजते हैं और बाद में आप इनकार करते हैं कि आपने डेटा भेजा है तो आप जानते हैं कि प्रतिष्ठा को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप डेटा भेजते हैं लेकिन बाद में आप इस तरह से मुद्रा बनाते हैं जैसे कि आपने कुछ भी नहीं किया है आपने डेटा नहीं भेजा है इसलिए यह प्रतिशोध है सूचना प्रकटीकरण अच्छी तरह से समझा और सेवा से वंचित है सेवा से वंचित करने का मतलब है कि आप एक कम्प्यूटेशनल संसाधन के लिए इतने सारे अनुरोध भेजते हैं कि कुछ समय बाद उस संसाधन पर सीमित क्षमता से अधिक बाढ़ आ जाती है और इस तरह मूल रूप से भविष्य के अनुरोध जो उस विशेष कम्प्यूटेशनल सुविधा को भेजे जाते हैं वे वंचित होना वह सेवा से वंचित है इसलिए सेवा से इनकार करना हमले का एक बहुत लोकप्रिय रूप है और विशेषाधिकार का उत्थान मूल रूप से उन विशेषाधिकारों से परे जाने की कोशिश करता है जो दिए गए हैं और ऊंचाई के उन विभिन्न बिंदुओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं सरफेस के बारे में शुरू से बात कर रहा था IIoT अटैक की सतह काफी बड़ी हैवल्नेरेबिलिटी के विभिन्न बिंदु हैं अटैक के बिंदु इत्यादि एप्लिकेशन स्तर पर डेटा स्टोर इंटरफेस एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर अटैक के विभिन्न क्षण हैं नेटवर्क स्तर पर विभिन्न गेटवे डिवाइस राउटर इंटेलिजेंट डिवाइस जो नेटवर्क के लिए स्थानीय हैं वे नेटवर्क के माध्यम से अटैक के विभिन्न क्षण हैं और भौतिक स्तर पर सेंसर एक्ट्यूएटर औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण वे अटैक के विभिन्न क्षण हैं तो IIoTअटैक की सतह काफी बड़ी है आईआईओटी प्रणाली पर अटैक के विभिन्न विविध बिंदु हैं इसका कारण कई अलग अलग अवधारणाओं कई अलग अलग प्रौद्योगिकियों के एकीकरण है और विशेष रूप से क्योंकि वे विषम हैं और काफी विविध हैं तो एप्लीकेशन लेयर पर ये अटैक वैक्टर डेटा स्पूफिंग अटल लॉन्च कर सकते हैं जिसमें मूल रूप से विद्यमान डेटाबेस डेटा जो कि उस डेटाबेस में मौजूद है यह संशोधित किया जाने वाला है डेटा की इंटीग्रिटी बहुत कठिन होने वाली है तो वह डेटा स्पूफिंग अटैक है SQL इंजेक्शन का अटैक मूल रूप से कुछ ऐसा होता है जैसे आपने डेटाबेस में अलग अलग एसक्यूएल प्रश्न भेजे और इस तरह आप उन प्रश्नों को डेटा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आम तौर पर आपको प्राप्त नहीं होना चाहिए तो समझदारी से आप अपने एसक्यूएल प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन करने का प्रयास करते हैं कि आप डेटा से उस तक पहुंच पाते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं DoS या DDoS Denial of service और डिस्ट्रिब्यूटेड denial of service अटैक तो DoS attack मैंने आपको पहले ही बता दिया है और डिस्ट्रिब्यूटेड denial of service अटैक विशेष रूप से IoT परिदृश्यों के लिए है जहां मशीनें स्वयं उपकरण स्वयं डिस्ट्रिब्यूटेड हैं और एक स्थान पर केंद्रीकृत नहीं होते हैं रीप्ले अटैक में मूल रूप से अटैकर पिछले रेकुएस्ट को सुनता है और उसे अपने फायदे के लिए फिर से क्लाउड पर भेजता है यहां रिसोर्स एक्सेम्पशन अटैक में मूल रूप से गलत रेकुएस्ट भेजा जाता है और अटैकर क्लाउड रिचार्ज को मुक्त करने की कोशिश करता है तो वह रिसोर्स एक्सेम्पशन अटैक है फिररिवर्सल अटैक यहां हमलावर रिवर्स डेटा और ऑब्जेक्ट जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है उसे खोजता है जो नकारात्मक डेटा के रूप में लेबल किए गए विपरीत डेटा है तो मूल रूप से उन नकारात्मक डेटा के माध्यम से हमलावर वैध डेटा तक पहुंचने और प्राप्त करने की कोशिश करता है नेटवर्क लेयर पर हम ट्रैफिक फ्लडिंग मैन इन द मिडल अटैक की बात कर रहे हैं तो मूल रूप से मैन इन द मिडल अटैक का मतलब है कि चैनल के भीतर कोई चैनल में अंदर आना चाहता है और इसका एक्सेस पाना चाहता है या उस चैनल से गुजरने वाले सभी पैकेट को देखना मैन इन द मिडल अटैक है और उसके बाद में गलतरूटिंग डेटा को कुछ वैध मार्ग के माध्यम से भेजा जाना चाहिए लेकिन मूल रूप से ऐसा होता है कि उन्हें किसी अन्य मार्ग से भेजा जाता है जिसके माध्यम से उन्हें मूल रूप से नहीं भेजा जाता है पैकेट sniffing मूल रूप से बीच में रहना और संचार चैनल में यात्रा कर रहे पैकेट को देखने की कोशिश करना तो वह पैकेट sniffing अटैक है और इसी तरह नेटवर्क लेयर पर रिसोर्स एक्सेम्पशन अटैक भी संभव है और रिसोर्स एक्सेम्पशन अटैक जो मैंने पहले ही पिछली स्लाइड में बताया है फिजिकल लेयर पर इमपर्सोनेशन अटैक जैमिंग अटैक डिवाइस टेम्पोरिंग अटैक ये सभी अलग अलग संभावनाएं हैं मैं आपको इस जैमिंग अटैक के बारे में बताना चाहूंगा जैमिंग अटैक विशेष रूप से बहुत ही प्रचलित और प्रासंगिक है और आईओटी में ही नहीं आईओटी में भी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि IoT या IIoT में हम आम तौर पर इस संसाधन की कमी अत्यधिक प्रतिबंधित नेटवर्क वातावरण और इसी तरह की बात कर रहे हैं जहां मजबूत सिग्नल भेजने वाला एक उच्च शक्ति जैमर सिस्टम भी नेटवर्क के कामकाज को अपंग करने में सक्षम हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण है और आपको भरोसे को बनाए रखना होगा भरोसेमंद प्रबंधन के लिए आपको 3 अलग अलग चीजों पर विचार करना होगा नंबर 1 अनुकूलन के लिए सुरक्षा उपाय है फिर सुरक्षा खतरों की त्वरित प्रतिक्रिया और प्रारंभिक खतरे की पहचान के लिए संगठनों के बीच समन्वय ये तीन अलग अलग उपाय हैं जिन्हें IIoT में भरोसेमंदता को प्रबंधित करने के लिए करना होगा तो आईआईओटी में विश्वास की अनुमति महत्वपूर्ण है हम IIoT में हीरार्चिकल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक हीरार्चिकल सिस्टम्स में आपको यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हायरार्की के इन सभी विभिन्न स्तरों में यह इन विभिन्न परतों के माध्यम से फ्लो होगा तो यह विश्वास का हीरार्चिकल प्रवाह है जो एक स्तरित हीरार्चिकल स्तरित IIoT प्रणाली में महत्वपूर्ण है IoT प्रणाली मूल रूप से कई इकाइयों से युक्त होती है डिजाइन विकास विनिर्माण रसद इत्यादि इसलिए ट्रस्ट परमिट मूल रूप से पूरे जीवनचक्र के माध्यम से सभी घटकों में ट्रस्ट की स्थापना से संबंधित है विश्वास प्रवाह सिस्टम के मालिक के बीच होता है जो मूल रूप से सिस्टम और परिचालन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है सिस्टम बिल्डरों के माध्यम से जो घटक बिल्डरों के लिए ट्रस्ट आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं और उन ट्रस्ट घटकों को घटक बिल्डरों को मान्य और एकीकृत करते हैं जो वास्तव में निर्दिष्ट ट्रस्ट आवश्यकताओं के साथ उपकरणों का निर्माण और वितरण करते हैं तो यह एक 3 घटक ट्रस्ट फ्लो मॉडल है जो IIoT के लिए प्रासंगिक है तो सिस्टम बिल्डरों के माध्यम से कंपोनेंट बिल्डरों को सिस्टम ओनर के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विश्वास को तो यह IIoT में विश्वास प्रवाह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है के स्तर पर कार्यात्मकताओं पर भरोसा करें हर ट्रस्ट घटक को सिस्टम के मालिक द्वारा महसूस किया जाना चाहिए मालिक हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि ट्रस्ट की आवश्यकताएं बनती रहे सिस्टम विभिन्न प्रकार के चिन्हित खतरों के खिलाफ काम करता है और सुरक्षा पैच और अपडेट समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किए जाते हैं और सिस्टम के संबंधित हिस्सों में भी स्थापित किए जाते हैं और सुरक्षा रिस्क का मूल्यांकन विभिन्न अतिरिक्त पैच के साथ आने वाले सिस्टम के आगे संशोधनों के लिए किया जाता है सिस्टम में स्थापित किया जाना चाहिए और इसी तरह तो फिर सिस्टम बिल्डर आता है सिस्टम के मालिक के बाद सिस्टम बिल्डर जो लागत कुशल भरोसेमंद सिस्टम के निर्माण के बारे में देखता है प्रत्येक घटक और उप घटक के लिए ट्रस्ट आवश्यकताओं को सिस्टम बिल्डर द्वारा विचार किया जाना चाहिए और उपकरणों और सेवाओं के समय पर ट्रस्ट वेरीफिकेशन प्रदान करना होगा घटक बिल्डर के लिए घटक बिल्डरों हार्डवेयर डेवलपर्स के साथ डील करते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है वे भरोसेमंद रूप से पर्याप्त हैं और डिवाइस हार्डवेयर वे अलग अलग लोगों की ट्रस्ट आवश्यकताओं के साथ अनुकूल हैं जिनके साथ वे काम करने जा रहे हैं सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स को अतिरिक्त रूप से यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हार्डवेयर अनुकूलता और भविष्य के अपडेट के लिए समर्थन के साथ सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रदान किया जाए और हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर प्रतिस्थापन दोनों के लिए विश्वास समर्थन घटक निर्माता द्वारा प्रदान किया जाएगा घटक बिल्डर को विभिन्न सेवाओं के लिए ट्रस्ट सपोर्ट भी प्रदान करना होगा घटक बिल्डर के लिए ये अलग अलग ट्रस्ट फ़ंक्शंस हैं सॉफ्टवेयर स्तर और सेवाओं के स्तर पर हार्डवेयर स्तर पर विश्वास कार्यात्मकता हार्डवेयर स्तर पर चिंता के मुद्दे हैं अलग अलग मॉड्यूल नियंत्रक और उपकरणों जिनका उपयोग किया जा रहा है और उनके संबंधित भरोसेमंद मुद्दे इत्यादि सॉफ्टवेयर स्तर पर विकास उपकरण इंटरफेस वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर एकीकरण चिंता का विषय है और उनके संबंधित भरोसेमंद मुद्दे चिंता का विषय हैं और सर्विस के लेवल पर विभिन्न क्लाउड सर्विस मॉडल जैसे कि प्लेटफॉर्मasसर्विसजैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एस अ सर्विस सॉफ्टवेयर एस अ सर्विस और उनके अनुरूप विश्वास और न केवल भरोसेमंद विश्वास कार्यात्मकता प्रमुख हैं IIoT के लिए सुरक्षा की शुरूआत का अंत करते हैं ये कुछ अलग संदर्भ हैं जो आपको प्रदान किए गए हैं आपके आगे पढ़ने के लिए करते हैं धन्यवाद